इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बुनियादी ढांचे प्रो डेबप्रिया दास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर व्याख्यान - 07 आधार लॉ जारी स्लाइड टाइम देखें 0021 स्लाइड टाइम देखें 0024 अब इस उदाहरण पर विचार करें 7 तो इस 2 2 a के आगे के सर्किट वोल्ट 1 और v 2 का पता लगाना है तो यह वास्तव में सर्किट दिया गया है यह 40 वोल्ट सोर्स 4 अवरोधक है और यह 6 or रेसिस्टर्स है ये पोलेरिटी दी गई है अब क्या कर रहे हैं देखो कि एक your बस पर पकड़ है यह क्या कर रहे हैं कि इस सर्किट से यह कहते हैं कि यह है कि यह सर्किट है तो सवाल यह है कि यहां करंट में सरल श्रृंखला सर्किट है क्योंकि 4 here फिर 6 is फिर 40 वोल्ट सभी श्रृंखला में हैं तो सर्किट के माध्यम से एक ही प्रवाह होगा तो इस तरह से एक धारा बह रही है घड़ी की समझदारी है इसका मतलब है यह आई इस तरह से बह रहा है जैसे कि या कर सकते हैं सोर्स फिर से आई यह यह आई है लेकिन यहाँ your समझ के लिए तो आई यहाँ भी लाइन में घूम रहा हूँ और यहाँ भी लौट रहा हूँ तो सवाल यह है कि रोकनेवाला वास्तव में यहाँ देखेगा कि यह मार्क है वहाँ 4 is यहाँ यह है और फिर Ωs लॉ और KVL आपका क्या कॉल लागू होगा तो केवीएल यहां केवीएल केवीएल के साथ साथ लॉ लागू करेगा तो अब मुझे पहले इस एक को साफ करने दो तो यदि अब यदि s के नियम से यदि यह यहाँ आता है तो b 1 4 i अर्थात यह your है यह 4 4 i है लेकिन इसमें करंट में धनात्मक टर्मिनल 4 i प्रविष्ट हो रहा है स्लाइड टाइम देखें 0159 तो लेकिन यहां लहर ने पोलेरिटी ले ली है जो करंट में the टर्मिनल में प्रवेश करेगा बाद में देखेंगे कि दोनों रोकनेवाला वास्तव में निरीक्षण कर रहे हैं क्या यह पैसिव रूप से हमेशा पर्यवेक्षक का मतलब है लेकिन जैसा कि टर्मिनल ने पोलेरिटी ली है वह है और यह है करंट में प्रवेश टर्मिनल तो v 2 होगा 6 I तो v 2 होगा 6 i तो जब यह टर्मिनल में प्रवेश कर रहा है तो पहले चर्चा करें v 1 4 i होगा और यहां the टर्मिनल में प्रवेश करना होगा तो वी 2 होगा 6 i तो लूप के चारों ओर केवीएल को लागू करें अब इस लूप में इस में केवीएल लागू करें तो इसे ट्रांस्फरेद करते टाइम आई घड़ी की दिशा में घड़ी को सीधा देख रहा हूं तो फिर से आपका समझ के लिए शुरू में आई सब कुछ दिखा रहा हूं मान लीजिए आई दक्षिणावर्त घूम रहा हूं तो टर्मिनल अगर यह बात your घड़ी की दिशा में चलती है तो पहले यह मुठभेड़ है टर्मिनल 40 वोल्ट सोर्स इसका मतलब यह है कि यह यहाँ लिखने के आसपास होगा बाद में आएगा कि यह होगा 40 तब यह जब your चलती हुई घड़ी होती है तो इसका सामना टर्मिनल से पहले होता है तो यह v 1 होगा तब जब your इस तरह से आगे बढ़ेगा कि यह यहाँ आ रहा है तो यह मुठभेड़ है टर्मिनल तो v 2 0 तो 40 वी 1 वी 2 0 अब v 1 4 जो मैंने पहले देखा है तो बाद में दिखाएगा तो 40 v 1 4 I क्योंकि v 1 और यह v 2 क्योंकि प्रवेश करने पर the टर्मिनल ने देखा है तो यह है v 2 6 i 0 इसका मतलब है अगर वास्तव में सर्किट को हल करें 4 i 10 आई वास्तव में 10 i 40 इसका मतलब है आई 4 एम्पीयर तो मुझे इसे साफ करने दें यह मैंने बाद में किया है लेकिन आपका समझ के लिए मैंने इसे हिला दिया तो मुझे इसे साफ करने दें तो यह वास्तव में i 4 एम्पियर है अर्थात 40 v 1 v 2 संदर्भ स्लाइड टाइम 0422 तो v 1 पर चर्चा करें 4 i और v 2 6 i लगाएं इक्वेशन संख्या सभी को 1 2 दिया जाता है तो अगर डाल दिया जाए तो यह 10 i 40 your i 4 एम्पियर होगा इसका मतलब है अगर आई 1 इक्वेशन 1 में रखता हूं तो यह v 1 16 होगा वोल्ट क्योंकि v 1 यदि your 4 i तो 4 i i 4 एम्पीयर और v 2 6 i 4 जो v 2 24 वोल्ट है क्योंकि v 2 6 i v 2 24 वोल्ट का मतलब है यहाँ पोलेरिटी v 2 है यह है 24 का मतलब है वास्तव में रिवर्स के साथ यह वास्तव में होगा यह वास्तव में है और फिर यह बन जाएगा समझ स्लाइड टाइम देखें 0518 तो अगला एक धीरे धीरे और धीरे धीरे एक डिपेंडेंट सोर्स ले जाएगा प्रवेश करेगा थोड़ा अब सर्किट समस्या में सुधार हुआ है इसका मतलब है कि your क्या कॉल की डिग्री धीरे धीरे और धीरे धीरे कम हो जाएगी और कठोरता धीरे धीरे और धीरे धीरे बढ़ेगी तो आकृति के सर्किट के लिए यह बात निर्धारित होती है कि v0 और your i 0 का निर्धारण किया जाता है अब यह एक सर्किट की घड़ी की दिशा ले रहा है तो सवाल यह है कि यह एक आपका 6 वोल्ट सोर्स है यहां भी 1 2 वोल्ट है कि पोलेरिटी निशान है और यह 2 रेजिस्टेंस है और यह एक डिपेंडेंट वोल्टेज 2 v0 है और यह v0 यहाँ है यह v0 वास्तव में 3 resist your रोकनेवाला भर में है और मेरे और करंट में प्रवेश कर रहा है टर्मिनल लूप यह मैंने घड़ी की दिशा में लिया है तो करंट टर्मिनल में प्रवेश कर रहा है यहाँ भी टर्मिनल में प्रवेश कर रहा है यहाँ करंट टर्मिनल में प्रवेश कर रहा है और यहाँ करंट टर्मिनल में प्रवेश कर रहा है तो v0 और i का पता लगाना है इसका मतलब है यह v0 और करंट i तो अब पहले केवीएल लागू करना होगा यदि केवीएल लागू करें देखो चल रहा है घड़ी की दिशा में बढ़ रहे हैं यू के लिए आई इसे बना रहा हूं 2 3 समस्या के बाद आई इसे बार बार नहीं बनाऊंगा अब जब तक your तब तक यह अवधारणा स्पष्ट हो जाएगी तो आई इस बात को घड़ी के हिसाब से आगे बढ़ा रहा हूं तो यह एक घड़ी वार आई आगे बढ़ रहा हूं घड़ी वार आई घड़ी चलती हूं आई चलती हूं और घड़ी आई चलती हूं तो जैसे ही आई घड़ी की चाल को आगे बढ़ाता हूं कि 6 तेजी से आएगा क्योंकि यह नेगेटिव टर्मिनल का सामना कर रहा है तो यह होगा 6 तो यहाँ यह आपका क्या कॉल आपका वोल्टेज आई चिह्नित नहीं हूं तो यह टर्मिनल है जो इसे दर्ज कर रहा है यह वास्तव में वोल्ट होगा ड्रॉप terminals लॉ के बाद होगा जो कि iR है तो यह 2 i होगा तो यह होगा टर्मिनल यह मुठभेड़ है यह 2 आई है फिर से इसका सामना टर्मिनल तो 2 v0 है तो यह 2 v0 होगा फिर यहाँ उसका सामना हो रहा है टर्मिनल सो 2 और यहाँ वह प्रवेश कर रहा है your टर्मिनल तो यह है v0 0 तो यह your KVL है तो है 6 2 i क्योंकि v iR R 2 मुठभेड़ टर्मिनल तो 2 i यहाँ भी टर्मिनल तो 2 v0 यहाँ मुठभेड़ टर्मिनल तो 2 क्योंकि यहां एक वोल्टेज सोर्स भी है इस सिद्धांत के पार टर्मिनल वोल्टेज को v0 दिया जाता है तो यह v0 और v0 3 होगा जो बाद में देखेंगे तो यह इक्वेशन 0 है स्लाइड टाइम देखें 0823 इस प्रकार यदि आई इस इक्वेशन को लिखूँ तो मैंने यहाँ जो भी लिखा है ६ २ आई २ वी०० २ वी ० ० या आपका ६ और २ इतना 2 २ आई वी २ वी०० वी ० ० यह इक्वेशन १ है तो अब ors के नियम को ६ 6 अवरोधक पर लागू करना है क्योंकि यह मैंने अभी बताया है कि यह v0 ३ i होगा क्योंकि यह इस करंट में प्रवेश कर रहा है यह टर्मिनल है तो v0 3 i तो यह v0 3 i है तो यह v0 3 i स्थानापन्न इक्वेशन 2 स्लाइड टाइम देखें 0905 यदि ऐसा है तो यह 8 2 i 3 i 0 होगा इसका मतलब है 8 i i 8 एम्पीयर तो जब आई 8 एम्पीयर का अर्थ है वास्तव में करंट ने वास्तव में घड़ी की दिशा को लिया है वास्तव में एक दूसरे तरीके से प्रवाहित होता है स्लाइड टाइम देखें 0925 तो इसका मतलब है जब आई i यह आ रहा है 8 एम्पीयर अगर यह है 8 का मतलब है कि इसका मतलब है कि करंट में इस तरह से प्रवाहित हो रहा है जैसे यह बह रहा है यदि यह 8 एम्पीयर करंट की तरह बह रहा है तो यहाँ i और v0 3 i मिला है क्योंकि कहा जाता है कि करंट टर्मिनल तो v0 3 i तो v0 3 i 8 तो v0 your 24 वोल्ट तो एक अगर देखो कि अगर देखो कि v0 24 वोल्ट कि है इसका मतलब है यदि देखो कि एक बार फिर से करंट वास्तव में इस दिशा में बह रहा है सिर्फ तो कि यह है इसका मतलब है कि करंट में आपका विरोधी घड़ी की दिशा में बह रही है तो और v0 your v को 24 वोल्ट मिला तो अगर कि पैसिव एलिमेंट्स पता है कि रेसिस्टर्स पैसिव एलिमेंट्स हैं तो ये भी रेसिस्टर्स एलिमेंट्स को देखते हैं तो करंट प्रवेश पर्यवेक्षक है तो करंट में प्रवेश करेगा पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल तो जो कुछ भी है अगर इस सर्किट के लिए अगर यह जानते हुए कि अब इसे संतुलन इक्वेशन बनाने की कोशिश करें कि कौन सा सोर्स देख रहा है और कौन सा सोर्स आपूर्ति कर रहा है तो शेष राशि भी प्राप्त कर सकता है तो फिर भी मुझे इसे साफ करने दें तो यह ऊपर है तो यह अब ऐसा है आई क्या सुझाव देता हूं इस समस्या के लिए कि संतुलन इक्वेशन प्राप्त करेगा और देखेगा कि your किस कॉल को your आपूर्ति करता है मनाया गया तो यह आपका है इस मामले में और इस मामले में क्या होगा कि आपका कि एक और बात मुझे बताएं इस मामले में कि आपका v0 एक और बात जो मुझे बताई जानी चाहिए तो यह बहुत आसान होगा स्लाइड टाइम देखें 1154 तो v इस वोल्टेज को यहाँ v कि इस वोल्टेज को इस पार वोल्टेज को v v वोल्ट कहा जाता है तो v वास्तव में 2 i v 2 i इसका मतलब है वास्तव में मूल रूप से मुझे मिला 8 जो कि 2 8 है वह है 16 वोल्ट 16 वोल्ट जैसे ही v 16 वोल्ट मिलता है मतलब इस दिशा में करंट प्रवाहित होता है तो स्वचालित रूप से उस मान के रूप में यह टर्मिनल आई यहाँ चिह्नित नहीं कर रहा हूँ या इस टर्मिनल के लिए अंकन होगा यह टर्मिनल होगा और करंट 8 एम्पीयर करंट इस तरह बह रहा है तो वास्तव में अगर v your 2 i i 8 लें तो 16 वोल्ट पोलेरिटी रिवर्स होगी तो वास्तविक पोलेरिटी यह है यह है और इस करंट को देखिए यह एक अवरोधक है जिसे पता है कि यह निरीक्षण करेगा तो करंट धनात्मक टर्मिनल में प्रवेश कर रहा है और यहाँ भी इसका अर्थ है कि धनात्मक टर्मिनल में प्रवेश करना तो मैंने सब कुछ बता दिया है तो इस पाठ्यक्रम के आपका असाइनमेंट के दृष्टिकोण से इसे देखें या आपूर्ति करें अब एक और कोर्स इस बार एक और हो गया है स्लाइड टाइम देखें 1332 मुझे पता लगाना है कि फिगर 2 के सर्किट में I 0 और v0 हैं ये श्रृंखलाएं समानांतर हैं ये 3 एलिमेंट्स समानांतर हैं सभी 3 एलिमेंट्स समानांतर हैं तो एक करंट सोर्स यह है कि ए करंट सोर्स पर डिपेंडेंट करता है जैसे कि करंट i 0 और यह your वोल्टेज v0 है और यह 3 एम्पीयर करंट सोर्स है I 0 और v0 का पता लगाना है तो यह क्या करते हैं यह एक नोड इस नोड पर आपका को लागू करता है जिसे कॉल कहते हैं तो अगर केसीएल लागू करें तो यह कैसे होगा आई इसके लिए बना रहा हूं तो यह 3 एम्पीयर करंट है तो 3 एम्पीयर करंट वास्तव में इस नोड में प्रवेश कर रहा है यह 3 एम्पीयर करंट नोड में प्रवेश कर रहा है और यह करंट यह है यह आपका है यह आपका नोड है ए और यह 05 i 0 है तो यह करंट 05 i 0 भी दर्ज करता है और आई 0 यह करंट नोड छोड़ रहा है I 0 करंट नोड छोड़ रहा है तो यदि KCL को your पर लागू करते हैं तो n को a पर कॉल करें तो your i 0 जो कि आउटगोइंग करेंट है I 0 बाहर जा रहा है current 2 करंट आने वाले हैं तो करंट में सामान्य रूप से आउटगोइंग करंट है कि आने वाली करंट में से कुछ आउटगोइंग करेंट में से कुछ यहाँ केवल एक आउट होने वाला करंट i 0 है तो आई 0 वास्तव में यह 3 ये 05 i 0 है तो क्योंकि इससे पता लगाया जा सकता है कि आपका जिसे आई 0 कहता हूं इसका मतलब है 05 i 0 3 क्योंकि i 0 बिंदु 5 i 0 तो इंगित करें कि i 0 your 6 एम्पीयर मिला मुझे लगता है कि यह मिल गया है तो मुझे इसे साफ करने दें तो मैंने इसे यहां के लिए किया है क्षमा करें स्लाइड टाइम देखें 1529 Refer Slide Time 1605 तो अगर आई 3 तो आई 0 6 एम्पीयर अब v0 4 i 0 तो यह करंट इस पॉजिटिव टर्मिनल में प्रवेश कर रहा है तो s लॉ यह कहेगा कि v0 4 i 0 तो I 0 को 6 एम्पीयर मिले हैं तो v0 4 6 होगा तो 24 वोल्ट v0 24 वोल्ट यह सब कुछ नहीं किया जाता है अगर आई करता हूं तो यह चलेगा यह हर मामले के लिए एक अभ्यास है आपका के द्वारा पता लगाया गया है या आपका द्वारा आपूर्ति की गई है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स स्लाइड टाइम देखें 1605 तो अब अगला श्रृंखला समानांतर सर्किट है यह सर्किट एक सर्किट है दिया गया है मुझे पता लगाना है कि 1 और v0 i 1 यह करंट है i 1 यह करंट है और v0 है यह वोल्टेज सभी चीजों को दिया जाता है यह 10 एम्पीयर करंट सोर्स है 10 एम्पीयर में यहां 10 वोल्ट 10 वोल्ट वोल्टेज सोर्स है एक 10 एम्पीयर करेंट सोर्स है यहाँ 5 here रेसिस्टर है यहाँ 5 here रेसिस्टर है और यह वोल्टेज Ω 10 रेसिस्टर है जिसके आपका पार वोल्टेज v0 है यह लूप वन है अब सवाल यह है कि यह करंट i 1 है यह शाखा करंट मुझे इसके लिए चिह्नित करती है तो ये ब्रांच करंट है यह your i 1 है यह यहाँ चिह्नित है यह i 1 और यह 10 एम्पीयर करंट एक करंट सोर्स है तो यह 10 एम्पीयर करंट भी यहाँ प्रवेश कर रहा है तो यह 10 एम्पीयर भी इस 10 एम्पीयर और आउटगोइंग करंट को चिन्हित करता है अगर आई यहाँ ले जाऊं आई 1 10 लिख रहा हूं मान लें कि यदि आउटगोइंग करंट होगा तो वह यह है कि यह एक नोड है यह एक नोड है मान लीजिए कि मान लीजिए कि यह एक नोड है तो यदि इस धारा के लागू होने से यह कहा जाए कि यह आई है यह करंट आई है तो यह चालू i आने वाली धारा से बाहर है वह है your i 1 i 1 your 10 तो i कि आई लिखने के बजाय सीधे इस करंट i 1 10 को इस शाखा के माध्यम से बहने के लिए लिख रहा हूं तो मुझे इसे साफ करने दें तो आशा है कि यह बात समझ में आ गई होगी तो यहाँ भी अब केवीएल को लूप वन में लागू करना होगा तो यह लूप एक लागू होगा और घड़ी की दिशा में आगे बढ़ेगा घड़ी की दिशा में आगे बढ़ेगा तो अगर घड़ी की चाल को फिर से पकड़ते हैं तो अगर घड़ी की चाल को समझें इसका मतलब है इस तरह से आगे बढ़ेगा जैसे यह आगे बढ़ेगा इस तरह इस घड़ी की तरह आगे बढ़ेगा यह घड़ी के हिसाब से आगे बढ़ेगा फिर पहले शब्द के अनुसार इसमें 10 वोल्ट your एनकाउंटर 10 वोल्ट स्लाइड टाइम देखें 1810 तो लिखेंगे 10 तो दूसरी बात यह है कि यहाँ चिह्नित नहीं किया गया है तो यदि आई चिह्नित करता हूं तो यह मेरा है और यह मेरा भी है भले ही इसे इसे चिह्नित करने के लिए नहीं दिया गया हो इसे चिन्हित करना है और यदि इस मामले में घड़ी की दिशा को माना जाता है कि रिसिस्टर एक पैसिव एलिमेंट्स है और यह इस प्रकार निरीक्षण करता है तो धनात्मक टर्मिनल में प्रवेश होता है तो यहां धनात्मक टर्मिनल में प्रवेश करने वाली धारा और इस शाखा के माध्यम से बहने वाली करंट i 1 है इसका मतलब है कि its लॉ के अनुसार यह 5 i होगा 1 तो 10 5 i 1 अब इस पर बढ़ रहे हैं तो यह वास्तव में 10 actually यह 10 your रेजिस्टेंस your i 1 10 होगा या इस इक्वेशन को भी लिखा जा सकता है मेरा मतलब है कि अगर यह चाहते हैं कि यह your 10 your 5 i 1 v0 और v0 वास्तव में हो और v0 वास्तव में यह करंट में प्रवेश कर रहा है यह i 1 10 धनात्मक टर्मिनल में प्रवेश कर रहा है तो यह 10 i 1 10 होगा यह your i 1 है यह i 1 10 है तो सीधे आई लिख रहा हूं और यह बराबर है और यह 0 आह तो जब आई मौका हाथ की ओर से कई बार इक्वेशन लिख रहा हूं अगर आई संयोग से 0 का मतलब है तो मुझे भूल जाओ उम्मीद है कि आई अब तक याद नहीं कर रहा हूं कुछ संभावना है तो यह एक आपका है स्लाइड टाइम देखें 1959 Refer Slide Time 2032 तो यह है कि आई लिख रहा हूं 10 5 आई 1 10 i 1 10 अब सरलीकृत 0 अब सरल करें दोनों पक्ष वास्तव में 5 से विभाजित होते हैं तो यह है 2 i 1 2 i 1 20 मेरा मतलब है कि यह इक्वेशन दोनों पक्ष 5 से विभाजित है इस शाखा वास्तव में दूसरी दिशा में बहती है स्लाइड टाइम देखें 2032 तो जब भी आई ले रहा हूं कि आई 1 6 का अर्थ है करंट 6 एम्पीयर करंट वास्तव में इस दिशा में बह रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता जहां तक your loser चिंता के अनुसार तदनुसार सभी परिणाम प्राप्त होंगे तो मुझे इसे साफ करने दें तो अब v0 सिर्फ आई पहले 10 i 1 10 को हिलाता हूं तो 10 i 1 है 6 तो यह 10 6 है जो कि your 40 वोल्ट है स्लाइड टाइम देखें 2053 तो v0 40 वोल्ट अब आई 1 6 एम्पीयर इसका मतलब है कि 6 एम्पियर करंट प्रवाहित हो रहा है 10 वोल्ट 10 वोल्ट स्रोत मैंने बताया कि जैसा कि 1 है 6 का मतलब है कि यह आपका क्या है जिसे इस दिशा में आपका करने के लिए बह रहा है कि इसमें प्रवेश करना है 6 का मतलब है कि यह दिशा है इसका मतलब है यह है कि यह दिशा करंट है इलेक्ट्रिक प्रवाह इस दिशा को प्रवाहित कर रहा है और फिर वोल्टेज I माध्य टर्मिनल में प्रवेश कर रहा है इसका मतलब है कि यह 10 वोल्टेज सोर्स वास्तव में अवलोकन कर रहा है क्योंकि जब यह टर्मिनल को छोड़ रहा है तो यह आपूर्ति की जाती है जब टर्मिनल में प्रवेश किया जाता है तो मुझे इसे साफ करने दें तो अब 10 रेसिस्टर के माध्यम से करंट को भी 4 एम्पीयर दिया जाता है तो 10 or रोकनेवाला के माध्यम से करंट यह भी बताया गया है तो यह इस पर है मुझे बताया गया है कि वोल्टेज सोर्स अवलोकन कर रहा है तो यहाँ भी पर्यवेक्षक या प्रत्येक इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स द्वारा आपूर्ति का पता लगाएगा रोकनेवाला पर्यवेक्षक तो यह भी देख रहा है जो आपूर्ति कर रहा है तो तदनुसार सिर्फ 5 की जरूरत है बाहर आई क्या देख रहा हूं कि मूल्य अनुक्रम मेल खा रहा है स्लाइड टाइम देखें 2221 अब एक और ऐसा है यह फिगर 2 में दिखाए गए सर्किट में करंट और वोल्टेज को ढूंढता है करंट और वोल्टेज को ढूंढता है तो एक करंट i 1 है यह i2 है इस ब्रांच में है और I i 3 है तो इस वोल्टेज को यहां चिह्नित किया गया है सभी पोलेरिटी को चिह्नित किया गया है यहां यह v 1 है यह v 2 है और यह v 3 v 1 है जो 16 रेजिस्टेंस के पार वोल्टेज है v 2 6 6 के पार है और v 3 भर में है 12 रिसिस्टर और 2 लूप हैं जिन्हें मैंने क्लॉक वाइज लिया है ले सकते हैं 2 लूप हैं एक लूप यहां है एक लूप यहां है और आपका को यह पता लगाना है कि क्या कॉल वॉल्टेज करंट है और इस सर्किट में वॉल्टेज को चिह्नित किया गया है फिर ढूंढना होगा I i 1 i2 i 3 और फिर v 1 v 2 v 3 केवल एक वोल्टेज सोर्स है तो अब केसीएल को उस बिंदु पर लागू करना होगा जो नोड पी पर है यह आपका नोड है यह आपका नोड पी है यह आपका नोड पी है बस पकड़ है यह आपका नोड पी है तो यहाँ अगर यह लागू होता है कि यह i 1 बिंदु p और i2 में प्रवेश कर रहा है और i 3 छोड़ने वाला बिंदु p इसका मतलब है आई 1 आपका i2 i 3 यह केसीएल है तो आई इसे साफ कर दूं तो अब वह your i 1 i है स्लाइड टाइम देखें 2401 अब केवीएल को लूप वन में लागू करना यदि केवीएल को लूप वन में लागू करना है तो कई चीजें बताई गई हैं तो अगर इस तरह से यह मुठभेड़ है टर्मिनल क्योंकि घड़ी के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं तो यह है 60 तो यह v 1 है यह घड़ी की दिशा में चल रहा है तो टर्मिनल का सामना करते हुए आई आपका ब्लू स्याही द्वारा बार बार नहीं दिखा रहा हूं तो यह अब समझ में आता है तो यह घड़ी की दिशा में सक्षम है यह अब टर्मिनल का सामना कर रहा है तो इसीलिए यह v है 1 और यहाँ भी जब इस लूप में चलते हैं तो यह आपका है जो कॉल टर्मिनल है यह मुठभेड़ है तो वी 2 0 यह your लूप 1 है और यदि लूप में your केवीएल को लागू किया जाता है तो your जो घड़ी की दिशा में कॉल करता है your में चल रहा है तो मुठभेड़ टर्मिनल अतीत तो यह आपका वी 3 है तो यह तब होता है जब आपका इस घड़ी की तरह चल रहा है मुठभेड़ टर्मिनल पहले तो वी 2 0 स्लाइड टाइम देखें 2504 तो v 2 v 3 0 इसका मतलब है अगर घड़ी की चाल चलें तो पहले आई लिख रहा हूं कि यह मुठभेड़ है टर्मिनल वी २ और फिर मुठभेड़ टर्मिनल वी ३ तो v २ वी ३ एक ही बात 0 तो वी 3 वी 2 है और s के नियम से currents के नियम से यह करंट your घड़ी के अनुसार होता है इस धारा को वास्तव में i 1 ले रहा है यह धनात्मक टर्मिनल में प्रवेश कर रहा है तो v 1 16 i 1 क्योंकि इस शाखा के माध्यम से करंट बह रहा है तो एक प्रवेश है धनात्मक टर्मिनल तो v 1 होगा your 16 i i 1 इसी तरह यदि v 2 को लें तो i2 वास्तव में पॉजिटिव टर्मिनल में प्रवेश कर रहा है तो v 2 6 होगा i2 तो your v 2 6 i2 होगा यहां v 2 6 i2 है और यहाँ i 3 वास्तव में प्रवेश कर रहा है धनात्मक टर्मिनल तो v 3 होगा 12 i 3 तो v 3 वास्तव में 12 i 3 तो v 1 v 2 v 3 सभी को इसके संदर्भ में मिला है I 1 है i2 i 3 अब इक्वेशन 3 से इसका मतलब है इक्वेशन 3 v 3 v 2 से इसका मतलब है v 3 12 i 3 और v 2 6 i2 का मतलब है एक संबंध i2 2 i 3 मिला है स्लाइड टाइम देखें 2615 मेरा मतलब है कि इसे बनाने के लिए लीनियर इक्वेशन को हल करने का तरीका तो इक्वेशन 1 और 4 से इक्वेशन 1 और 5 इक्वेशन 1 और 5 प्राप्त करते हैं तो इक्वेशन पर आओ यह इक्वेशन है एक इक्वेशन 5 है i2 2 i 3 तो यहाँ डाल i2 2 i 3 तो यदि करें तो मुझे i 1 i2 i 3 i2 2 i 3 मिलेगा तो आई 1 3 i 3 स्लाइड टाइम देखें 2636 तो इक्वेशन 4 से इसका मतलब है इक्वेशन 4 से इन समीकरणों से V 1 16 i 1 में स्थानापन्न और v 2 6 i2 इक्वेशन 2 को विकल्प मिलेगा स्लाइड टाइम देखें 2657 मिलेगा 60 16 i 1 6 i2 0 या 2 दोनों तरफ से विभाजित तो क्षमा करें 30 8 i 1 3 i2 0 अब i 1 3 i 3 और i2 2 i 3 इक्वेशन 7 को प्रतिस्थापित कर रहा है स्लाइड टाइम देखें 2713 यह सब i 1 3 3 i 3 i2 2 i 3 सभी को सिर्फ गणितीय रूप से हेरफेर करने के लिए मिला है और अगर डाल दिया है तो एक के बाद एक रखना होगा तो यह नहीं दिखाना यह समझ में आता है यह समझ में आता है स्लाइड टाइम देखें 2726 यदि ऐसा करते हैं तो यह होगा 30 8 3 i 3 3 2 i 3 0 या 24 i 3 6 i 3 30 या i 3 1 एम्पीयर और देखा है इस दिशा को i2 2 i 3 तो i2 2 एम्पीयर मिला है और आई 1 3 i 3 i 3 1 एम्पीयर तो आई 1 3 एम्पीयर स्लाइड टाइम देखें 2749 So these have easily can solve it only have to Refer Time 2807 that how quickly can solve it Putting equation one to another Refer Slide Time 2819 अब v 1 16 i 1 तो 16 3 तो 48 वोल्ट v 2 6 i2 तो 6 i2 तो 6 2 क्योंकि i2 2 एम्पीयर तो 12 वोल्ट और v 3 12 i 3 12 1 12 वोल्ट तो ये आसानी से इसे हल कर सकते हैं केवल संदर्भ टाइम 2807 के लिए है कि कितनी जल्दी इसे हल कर सकते हैं इक्वेशन को एक दूसरे से जोड़ना स्लाइड टाइम देखें 2819 और यहाँ है कि 223 चित्रा में दिखाए गए सर्किट में वोल्टेज v0 पाते हैं वी 1 और वी 2 भी पाते हैं तो यह सर्किट है यह आपका 4 एम्पीयर करंट सोर्स है यह आपका वन टी Ω रोकनेवाला है यह एक है वोल्टेज सोर्स क्षमा करें कि एक अवरोधक 2 or है एक तरफ वोल्टेज v0 है यहाँ पर वोल्टेज v 2 है और फिर यहाँ वोल्टेज your v 1 है और 25 बढ़ाएं यह करंट सोर्स है 5 i 1 डिपेंडेंट करंट सोर्स है यह 5 i 1 है और आई यहाँ बह रहा था तो यह 4 एम्पीयर करंट सोर्स है इस ब्रांच के माध्यम से करंट प्रवाहित होता है i2 यह i 1 है जो कि i 3 से होकर बह रहा है तो इस बात को क्या पता लगाना है कि चित्र में दिखाए गए सर्किट में वोल्टेज v0 भी v 1 और v 2 खोजता है इसका मतलब है v0 को v 1 के रूप में v 2 के रूप में ll के रूप में पता लगाना होगा स्लाइड टाइम देखें 2910 तो यदि नोड पर केसीएल लागू करें तो यह नोड एक है मार्क नोड 2 है मार्क यह देख सकता है कि डायग्राम नोड एक यहां केसीएल लागू करता है यदि KCL i 1 i2 4 लागू करें क्योंकि यह 4 एम्पीयर है और करंट सोर्स है तो यह करंट 4 एम्पीयर यहाँ प्रवेश कर रहा है और यह i2 i 1 छोड़ रहा है भी निकल रहा है तो इनकमिंग करंट i 1 4 i 1 i2 so i 1 i2 4 तो मुझे इस एक को साफ करने दें इस एक को साफ करें तो तो यह आरसीएल को नोड 2 पर लागू कर रहा है केसीएल को यहां भी लागू कर रहा है करंट i 1 प्रवेश कर रहा है और नोड 2 i 3 छोड़ रहा है और 5 i 1 भी यह डिपेंडेंट करता है करंट सोर्स यह भी छोड़ रहा है तो यह वास्तव में सिर्फ जरूरत है यह वास्तव में आपका है यह 5 i 1 यह 5 i 1 है तो यह ऐसा है आई 1 5 i 1 i 3 तो आई इसे पहले साफ कर दूं तो री 3 5 i 1 ri 1 तो यह i 3 5 i 1 है दोनों बाहर निकल रहे हैं i2 i 1 तो आई 1 ri 3 5 i 1 या i 3 4 i 1 यह इक्वेशन अब केवीएल को लूप वन में लागू करता है यदि केवीएल को लूप 1 में लागू करता है तो यह लूप स्लाइड टाइम देखें 3036 इस प्रकार यह मुठभेड़ है जिस तरह से आई यहाँ लिख रहा हूँ तो आई v0 से लिख रहा हूं तो एनकाउंटर टेर v0 फिर से एनकाउंटर क्लॉक वार टेर वी 1 और यहाँ यह एनकाउंटर कर रहा है यह साइन क्लॉक वार आपका तो चल रहा है v 2 0 तो यह v0 v 1 v 2 0 है तो v0 2 i 1 लगाएं क्योंकि यह मेरा v0 है और यह your है यह करंट i 1 पॉजिटिव टर्मिनल so s लॉ में प्रवेश कर रहा है तो v0 2 i 1 तो यहाँ यह v0 2 i2 i 1 है अब v 1 v 1 यहाँ है करंट ri 3 वास्तव में पॉजिटिव टर्मिनल में प्रवेश कर रहा है तो v 1 2 25 i 3 होगा तो यहाँ v 1 25 i 3 in a v 2 your 10 i2 है यह v v 2 है और यह i2 करंट में प्रवेश कर रहा है धनात्मक टर्मिनल तो v 2 यह 10 होगा i2 यही कारण है कि यह 10 i2 है तो 10 i2 0 अब इक्वेशन 3 से और किसी को सिर्फ हेरफेर मिलेगा इक्वेशन को इसे इक्वेशन 3 दिया गया है तो इक्वेशन 3 से और बस एक विकल्प जो सभी है स्थानापन्न और सरलीकृत i 1 20 एम्पीयर मिलेगा स्लाइड टाइम देखें 3201 तो यह अब समझ में आता है अब वहाँ बिल्कुल कुछ भी नहीं है कि अब कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इक्वेशन 3 2 और 1 से बस इक्वेशन your 1 और 2 से प्राप्त करें जो कि इस संबंध 2 में से किसी एक से है और 3 के विकल्प में यह सब चीजें यहां डालती हैं तो हल करने के बाद मिलेगा i 1 20 एम्पीयर मिलेगा तो v0 2 i 1 क्योंकि यह your v0 2 i 1 2 i 1 है तो v0 your 2 20 40 वोल्ट अब v 1 25 i 3 तो 25 और i 3 your क्या कहते हैं 4 यह बात i 3 4 i 1 और i 1 20 है तो इसका मतलब है कि your 25 4 20 तो यह है 200 वोल्ट स्लाइड टाइम देखें 3259 और v 2 10 i2 तो 10 your i2 यदि देखें तो यह your है जिसे i2 i2 4 i 1 कहते हैं संदर्भ स्लाइड टाइम 3307 यहाँ i2 your 4 i 1 और i 1 के लिए सिर्फ एक चीज़ लिखने से 20 मिलता है यह है 20 16 एम्पीयर तो i2 4 1 तो अगर बस मुझे इसे साफ करने दें तो तो यह थोड़ा है कि यह साधारण बात है तो यहाँ अगर 10 4 20 देखें तो 16 10 160 वाट्स सॉरी वोल्ट सॉरी सॉरी यह वोल्ट है तो वी 2 160 वोल्ट तो इनमें से जो भी थोड़ा बहुत अध्ययन किया है किरचॉफ का पहला लॉ और दूसरा लॉ और यह सब संख्यात्मक आपका के बिना आपका पर डिपेंडेंट वोल्टेज और करंट सोर्स पर विचार कर सकता है और सभी अप और आपका पोलरिटी कन्वेंशन और केसीएल और केवीएल कैसे लागू करें और वोल्टेज ड्रॉप या वोल्टेज वृद्धि कैसे ले जाएगा यह सब बातें और उस rs लॉ और your KCL और KVL के साथ जानते हैं और फिर से वापस आ जाएंगे Glossary English Word Word Meaning Electrical इलेक्ट्रिकल विद्युतीय Engineering इंजीनियरिंग अभियांत्रिकी Theorem थ्योरम प्रमेय topology टोपोलॉजी सांस्थिति residential रेजिडेंशियल आवासीय absorbed अब्सोर्बेद को अवशोषित analysis एनालिसिस विश्लेषण model मॉडल नमूना connection कनेक्शन संबंध expression एक्सप्रेशन अभिव्यंजना elements एलिमेंट्स तत्वों passive पैसिव निष्क्रिय operational ऑपरेशनल कार्य संबंधी dependent डिपेंडेंट आश्रित parameter पैरामीटर प्राचल amplifier एम्पलीफायर विस्तारक